तो इस सप्ताह के तीसरे लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है पिछले लेक्चर में हमने टॉप डाउन और बॉटम अप पार्सिंग एप्रोच पर चर्चा की थी और फिर अंत में हम CKY एल्गोरिथ्म का उपयोग करने के डायनेमिक प्रोग्रामिंग एप्रोच के साथ आए और हमने एक ग्रामर को चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में परिवर्तित कर दिया अब जब एक बार मेरा ग्रामर चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में परिवर्तित हो गया है तो CKY एल्गोरिदम कैसे काम करता है इसलिए यह विचार है तो मैं एक वाक्य लूंगा मेरे वाक्य में n शब्द हैं तो आप n प्लस एक लाइन के बारे में सोचेंगे जो उन्हें अलग कर रही है वह 0 से शुरू होकर n तक है और इसलिए एक बार जब आपने यह कर लिया है तो कोई भी x i j को आप लाइन i और j के बीच के शब्दों को दर्शाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप एक ऐसी तालिका बनाएंगे जिसमें किसी भी x ij में सभी संभव नॉन टर्मिनल होंगे जो लाइनों के बीच के शब्द i और j को डेराइव कर सकते हैं और आप उसको बॉटम अप करते हैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपके इनपुट स्ट्रीम में शब्द 1 शब्द 2 से शब्द n तक है तो आप कुछ लाइने मान लीजिए जैसे 0 1 2 n minus 1 n इसलिए उदाहरण के लिए x 0 2 शब्द w 1 w 2 है और इसी तरह से है तो अब आप क्या करेंगे आप एक तालिका बनाते हैं और तालिका कुछ त्रिकोणीय तालिका की तरह होगी तो यह 0 1 2 हो सकता है इसलिए यह एलिमेंट x 0 1 को दर्शाएगा वे क्या सब नॉन टर्मिनल हैं जो 0 और 1 के बीच इस शब्द को डेराइव करते हैं इसी तरह यहां आप x 1 2 लिखेंगे और इसी तरह आगे लिखेंगे मान लीजिए वे तीन शब्द चाहते हैं यह x 2 3 है इसलिए हम इसे प्राप्त करने वाले सभी नॉन टर्मिनलों को लिख देंगे आप पहले इसे भरते हैं फिर आप अगला चरण x 0 2 x 1 3 पर जाएंगे और एक बार इसे भरने के बाद आप x 0 3 का उपयोग करेंगे जो अंतिम है अब क्या है जहां हमने इस तथ्य का उपयोग किया है कि यह ग्रामर CNF चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है मैं इस तथ्य को सुनिश्चित करूंगा कि किसी भी समय यह केवल दो नॉन टर्मिनलों या एक टर्मिनल से आ सकता है इसलिए इस समय जब मैं एक व्यक्तिगत शब्द के रूप में देख रहा हूं तो 0 1 हमेशा एक व्यक्तिगत शब्द होगा इसी तरह 1 और 2 के लिए तो यह एक नियम से आएगा कैपिटल A स्मॉल a को जाता है इस तरह का एक नियम इसलिए मैं इस टर्मिनल को प्राप्त करने वाले सभी नॉन टर्मिनलों का पता लगाऊंगा इस तरह मैं डायग्नल एलिमेंट्स पहले डायग्नल एलिमेंट्स को भरूंगा अगली बार यह एक टर्मिनल से नहीं आ सकता है क्योंकि वे दो शब्द हैं तो यह दो नॉन टर्मिनलों से आना है इसलिए मुझे पता करना होगा कि क्या कोई नियम है जो मुझे ये दो नॉन टर्मिनल देते हैं और यही कारण है कि मैं चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का उपयोग कर रहा हूं इसलिए अंत में जब मैं यहां हूं तो मैं देखूंगा कि क्या वाक्य पूरे वाक्य को उत्पन्न करते हैं इसलिए मैं यहां सभी संभव इंटरमीडिएट स्टेप्स को पकड़ रहा हूं इसलिए मुझे बार बार कुछ करना होगा तो यह सरल घरेलू प्रश्न है इसलिए पिछले लेक्चर में हमने आपको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में एक ग्रामर दिया था अब वाक्य लें बुक द फ्लाइट थ्रू ह्यूस्टन और उसके लिए पार्स ट्री को खोजने के लिए CKY एल्गोरिदम का उपयोग करें तो लेकिन मैं क्या करूंगा मैं आज के क्लास में भी एक उदाहरण दूंगा ताकि यह CKY एल्गोरिथ्म का उपयोग करना और भी अधिक आरामदायक हो जाए तो हम इस उदाहरण को लेते हैं ए पायलट लाइक्स फ्लाइंग प्लेन्स और ग्रामर आपको दिया गया है इसलिए इसे उसी तरीके से करते हैं जिस तरह से मैंने समझाया था तो 0 1 2 3 4 5 पांच शब्द हैं और यह लाइन है और अब आपको यह समझना चाहिए कि हम इन एलिमेंट्स को कैसे दर्शाते हैं तो यह x 0 1 है यह हम पहले शब्द पर दर्शाते हैं यह x 1 2 x 2 3 x 3 4 x 4 5 है यह x 0 2 होगा 0 से 2 के बीच के शब्द X 0 3 x 0 4 x 0 5 x 1 3 x 1 4 x 1 5 x 2 4 x 2 5 और x 3 5 अब मुझे यहां भरना है वे कौन से अलग अलग नॉन टर्मिनल हैं जो प्रत्येक व्यक्तिगत एलिमेंट्स को भरते हैं x 0 1 X 0 1 क्या है मेरा शब्द ए है इसलिए ए पायलट लाइक्स फ्लाइंग प्लेन्स तो क्या एक नॉन टर्मिनल है जो शब्द a को डेराईव करता है और यदि आप ग्रामर देखते हैं तो शब्द a को DT डेराईव करता है तो आप यहां DT भर सकते हैं शब्द a को DT डेराईव करता है पायलट पायलट को NN डेराईव करता है लाइक्स लाइक्स को VBZ डेराईव करता है फ्लाइंग तो वहां दो नॉन टर्मिनलों VBZ JJ हैं जो इसे डेराईव करते हैं और प्लेन्स NNS तो डायग्नल एलिमेंट को भरना बहुत आसान है पहला डायग्नल एलिमेंट फिर आप अगले चरण पर जाते हैं x 0 2 अब x 0 2 x 0 1 और x 1 2 से आ सकता है इन दोनों बिंदुओं के टूटने से तो क्या कोई नॉन टर्मिनल है जहां या मेरे ग्रामर में कोई नियम है जब दाहिने हाथ की तरफ मेरे पास DT है और उसके बाद NN है और यदि आप अपना ग्रामर देखते हैं तो हाँ NP मुझे DT देता है और उसके बाद NN देता है इसलिए मैं यहां NP भर सकता हूं X 1 3 x 1 2 और x 2 3 से आता है हां x 1 3 पायलट लाइक्स इसलिए यह पायलट और लाइक्स से आता है इसलिए कोई भी नॉन टर्मिनल जो मुझे NN देता है उसके बाद VBZ देता है और अगर आप देखते हैं तो कोई नॉन टर्मिनल नहीं है तो मैं यहां खाली भर दूंगा इसी तरह अगर VBZ और उसके बाद VBG नहीं अगर कुछ भी VBZ से और उसके बाद JJ X 3 5 VBG उसके बाद NNS हाँ VP और JJ उसके बाद NNS NP तो दो संभावनाएं हैं तो ठीक है यह पंक्ति हो गया यह डायग्नल हो गया अब हम अगले चरण पर जाते हैं अब मैं x 0 3 कैसे प्राप्त करूं ए पायलट लाइक्स अब यही कारण है कि मैं चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का उपयोग कर रहा हूं मैं इसे तीन नॉन टर्मिनलों के अनुक्रम में प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि प्रत्येक नॉन टर्मिनल मुझे ज्यादा से ज्यादा नहीं बिल्कुल दो नॉन टर्मिनल ही दे सकते हैं तो दो स्थान क्या हैं जिनसे यह आ सकता है तो एक संभावना है मैं x 0 3 को x 0 1 और x 1 3 के रूप में तोड़ सकता हूं एक शब्द को दो शब्दों में या x 0 2 x 2 3 में दो संभावनाएँ हैं तो मुझे व्यक्तिगत रूप से इनमें से प्रत्येक संभावनाओं की जांच करनी होगी x 0 1 x 1 3 DT के बाद null x 0 1 है तो यह पहले से ही चला गया यह कोई नॉन टर्मिनल नहीं है x 0 2 है NP और उसके बाद 2 3 है VBZ इसलिए NP और उसके बाद VBZ क्या कोई नॉन टर्मिनल है जब दाहिने हाथ की तरफ मेरे पास NP और उसके बाद VBZ है और अगर आप अपने ग्रामर को देखते हैं तो कुछ भी नहीं है तो यह भी null है इसलिए यहां यह null है कोई नॉन टर्मिनल नहीं है जो मुझे ए पायलट लाइक्स देता है अब पायलट लाइक्स फ्लाइंग 1 से 4 तो फिर से 1 से 4 होगा 1 से 2 2 4 या 1 3 3 4 इसलिए 1 2 2 4 में 1 2 NN है 2 4 null है इसलिए यह हिस्सा null है 1 3 3 4 1 3 null है इसलिए यह 1 बन जाता है 2 5 होगा 2 3 3 5 और 2 4 4 5 इसलिए 2 3 यहाँ VBZ है और 3 5 VP है क्या ऐसा कुछ है जो VBZ और VP हाँ VP का अर्थ है VBZ और VP 2 4 4 5 2 4 null है तो यह मेरा VP है इसी तरह अब आप x 0 4 पर जाएंगे अब वे कौन से अलग अलग तरीके हैं जिनमें आप x 0 4 को तोड़ सकते हैं अब 0 4 फिर से आप दो नॉन टर्मिनलों के अनुक्रम में तोड़ सकते हैं इसलिए यह 0 1 और उसके बाद 1 4 हो सकता है या 0 2 और उसके बाद 2 4 हो सकता है या 0 3 और उसके बाद 3 4 हो सकता है यह तीन तरीके हैं इसलिए हमें एक एक करके देखना चाहिए 0 1 DT है 1 4 null है इसलिए यह हिस्सा चला गया 0 2 खाली है और 2 4 null है यह हिस्सा भी गया 0 3 पहले से ही null है इसलिए यह null है 1 5 1 5 हो सकता है 12 25 13 35 14 45 12 और 25 हां NN और उसके बाद एक VP तो क्या ऐसा कुछ मेरे ग्रामर में है NN और उसके बाद VP नहीं इसलिए यह चला गया इसी तरह 13 के बाद 35 13 null है और 13 null है इसलिए यह चला गया 14 के बाद 45 14 null है इसलिए यह भी चला गया इसलिए यह भी null है अब केवल एक चीज शेष है x 0 5 अब मैं x 0 5 कैसे भर सकता हूं अलग अलग तरीके क्या हैं तो मुझे यहाँ लिखना है 05 हो सकता है 01 और उसके बाद 15 02 और उसके बाद 25 03 और उसके बाद 35 04 और उसके बाद 45 01 और उसके बाद 15 01 वहाँ है 15 null है यह चला गया 02 और उसके बाद 25 02 है और 25 भी है यह NP और उसके बाद VP है और यह मेरे ग्रामर में एक वाक्य है तो S मुझे NP VP देता है इसलिए यह एक संभावना पहले से ही है इसलिए इसका मतलब है कि यह वाक्य कम से कम ग्रामर में है वहाँ एक S है जो इसे प्राप्त करता है लेकिन क्या कोई आगे S है तो इसके लिए हमें अन्य संभावनाओं को देखना होगा 03 35 यह null है और 04 45 null है तो ठीक है इसलिए अगर आप वहां देखते हैं मुझे लगता है कि हमने यहां एक गलती की है इस मामले में वहां एक और VP होना चाहिए था तो वहाँ VP 1 VP 2 है और फिर S NP VP 1 और N P VP 2 होंगे इसलिए मैं खोज करूंगा कि इस गणना में हमने जो किया है उसे देखें और देखें कि हमसे कहाँ गलती हुई लेकिन बाकी सब कुछ वही है जो हमने यहां किया था तो दो अलग अलग S हैं जिसमें यह वाक्य को पार्स ट्री कर सकते हैं दो अलग अलग तरीके तो अब एक बार जब आप यह जान लेते हैं तो मैं कहूंगा कि पिछले उदाहरण का उपयोग करें ताकि बुक द फ्लाइट थ्रू ह्यूस्टन क्या दूसरे ग्रामर से है और इसके पार्स ट्री को प्राप्त करने का प्रयास करें इसलिए अब इस उदाहरण में हमने जो देखा यहां दो संभावनाएँ हैं तो क्या आप संभावनाओं के बारे में सोच सकते हैं इस मामले में दो संभावनाएं क्यों हैं ए पायलट लाइक्स फ्लाइंग प्लेन्स इसलिए चाहे वह विमान को उड़ाना पसंद करता हो या चाहे वह उड़ने वाले विमानों को देखना पसंद करता हो इसलिए कुछ इस तरह व्याख्या होती है यही कारण है कि इस वाक्य के दो अलग अलग पार्स एज हैं इसलिए प्रत्येक पार्स एक विशेष व्याख्या का अर्थ प्रकट करेगी अब इस संदर्भ का उपयोग करके इस CKY एल्गोरिथम द्वारा हम अपने ग्रामर का उपयोग करते हुए सभी संभावित पार्स ट्री को निरूपित करते हैं लेकिन मेरे पास यह कहने का कोई तरीका नहीं है कि कौन सा पार्स दूसरे पार्स की तुलना में अधिक संभावित है मैं उन्हें कुछ संभावनाएँ नहीं दे सकता इसलिए अगर मेरे पास ऐसा कुछ है तो यह वाक्य है द मैन सॉ द डॉग विद द टेलिस्कोप इसकी दो अलग अलग पार्स एज के संदर्भ में दो अलग अलग व्याख्या है मैंने अब तक जो कुछ भी कवर किया है वह मुझे यह नहीं बता सकता है कि कौन सा पार्स अन्य की तुलना में अधिक संभावित है इसलिए अब हम एक ऐसा तरीका निकालना चाहेंगे जिसमें हम उन्हें संभावनाएँ बता सकें कि यह पार्स एज अन्य की तुलना में अधिक संभावित है और इसके लिए हम जो उपयोग करते हैं उसे प्रोबेबिलिस्टिक context free ग्रामर कहा जाता है इसलिए यह context free ग्रामर का सरल विस्तार है जहां हमने context free ग्रामर में जो कुछ भी देखा है उसके अलावा प्रत्येक नियम में कुछ संभावनाएँ भी दिए गए हैं इसलिए जैसा कि आप फॉर्म्युलेशन में देखते हैं यह T N S और R है वे बिल्कुल वैसा ही हैं जैसा हमने context free ग्रामर में देखा था और इसके साथ P भी है इसलिए मैं नियमों पर एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रदान कर रहा हूं और केवल कंस्ट्रेंट्स यहां है कि किसी दिए गए नॉन टर्मिनल से बाद में जनरेट होने वाले प्रोबेबिलिटी जुड़कर 1 होनी चाहिए इसलिए अगर 5 संभावनाएं हैं अगर मैं सभी 5 संभावनाएं जोड़ दूं सभी 5 संभावनाओं के लिए नियम उन्हें जुड़कर 1 होना चाहिए तो यह कंस्ट्रेंट्स है तो नियम में प्रोबेबिलिटी प्रत्येक नियम की प्रोबेबिलिटी P R बताता है इसलिए कंस्ट्रेंट है सभी X के लिए जो नॉन टर्मिनलों में है सभी संभावित गामा के लिए X से गामा तक की प्रोबेबिलिटी जुड़कर 1 होना चाहिए तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं तो यह एक साधारण CNF है क्षमा करें चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में सरल PCFG है तो आप यहाँ क्या देखते हैं S से केवल एक नियम है S NP VP पर जाता है इसलिए क्योंकि केवल एक नियम है इसकी संभावना 1 है VP से दो नियम हैं VP दे सकता है V और उसके बाद NP या VP और उसके बाद PP तो कंस्ट्रेंट यह है कि इन दो नियमों की संभावनाओं का जोड़ 1 होना चाहिए इसलिए यहां वही हो रहा है पहले नियम में 07 की संभावना है दूसरे नियम में 03 की संभावना है इन दोनों का जोड़ 1 होता है अब PP मुझे P NP देता है बाएं हाथ की तरफ PP के साथ केवल एक नियम है इसलिए इसकी संभावना 1 है P मुझे फिर से संभावना 1 ही देता है V मुझे सॉ देता है यह संभावना 1 है अब दाहिने हाथ के सभी नियम NP से शुरू हो रहे हैं NP मुझे NP PP दे रहा है सभी शब्द जैसे एस्ट्रोनोमर्स इयर्स और भी सभी तो इन सभी का जोड़ 1 होना चाहिए और आप देख सकते हैं कि यह वास्तव में होता है 04 प्लस 01 05 068 072 09 और 1 इसलिए इन सभी संभावनाओं का जोड़ 1 होता है तो यह कंस्ट्रेंट है जिसका पालन किया जा रहा है नियमों का फॉर्मेट context free ग्रामर के समान है लेकिन आपके पास संभावनाएं होंगी अब यह कैसे मदद करता है यह इस बात में मदद करता है कि मैं अब प्रत्येक पार्स ट्री को संभावनाएं प्रदान कर सकता हूं तो मान लीजिए कि यह एक पार्स ट्री है एस्ट्रोनोमर्स इस वाक्य के लिए एस्ट्रोनोमर्स सॉ स्टार्स विद इयर्स मुझे इस पार्स ट्री की संभावना कैसे पता चलेगी यह पार्स है तो मुझे पता है कि S मुझे NP और VP देता है हां यह पहला नियम है जिसे मैं लागू कर रहा हूं अब मेरे PCFG के रूप में इस नियम की संभावना एक है S NP VP दे रहा है संभावना 1 है इसलिए मेरे पास यह यहां है NP एस्ट्रोनोमर्स दे रहा है एस्ट्रोनोमर्स प्राप्त करने की संभावना 01 है VP से V और P प्राप्त करने की संभावना 07 है V सॉ दे रहा है संभावना 1 है NP दे रहा है NP VP संभावना 04 है NP दे रहा है स्टार्स संभावना 018 है और इसी तरह ये मेरे PCFG के रूप में मेरे ग्रामर के अनुसार नियम संभावना हैं तो मैं क्या करूंगा मैं इन सभी संभावनाओं को केवल गुणा करूंगा 1 गुना 01 गुना 07 गुना 01 गुना 04 गुना 018 गुना 018 यह मेरी इस पार्स ट्री की संभावनाएं हैं और अगर मुझे एक दूसरा पार्स ट्री मिलता है जहां VP मुझे V और NP देने के बजाय VP मुझे VP और उसके बाद PP दे रहा है तो मैं फिर से इसकी संबंधित नियम संभावनाओं को गुणा करके इसकी संभावना की गणना कर सकता हूं और मैं दोनों पार्स ट्री की संभावनाओं को अलग अलग प्राप्त कर सकता हूं यह बस उन सभी नियमों की संभावनाओं का उत्पाद है जिनसे मैंने इसे उत्पन्न किया था तो अब मैं उसका उपयोग ट्री की संभावना की गणना करने के लिए कैसे करूं और असाइनमेंट की संभावना और वाक्यों की संभावना कुछ भी नहीं है लेकिन सभी पार्स ट्री और व्यक्तिगत पार्स ट्री की संभावनाओं का पता लगाएं और बस उन्हें जोड़ दें तो इस वाक्य की संभावना उन सभी ट्री की संभावनाओं का जोड़ है जिनके पास यह है उनकी उपज के रूप में यह कहने का एक और तरीका है कि उन सभी पार्स ट्री का उपयोग इस विशेष स्ट्रिंग को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है तो पहले मामले में मेरे पास यह वाक्य था और वे ट्री को पार्स करने के लिए थे मैं सभी की संभावनाओं की गणना कर सकता हूं तो P t 1 और P t 2 मैं पता लगा सकता हूं और पूरे वाक्य की संभावना का पता लगाने के लिए मैं सिर्फ इन दो संभावनाओं को जोड़ देता हूं P t 1 P t 2 और यह मुझे इस पूरे अनुक्रम की संभावना देता है इसी तरह अगर मेरे पास एक और वाक्य है जैसे बुक दी डिनर फ्लाइट और अलग अलग ग्रामर के अनुसार मैं पार्स ट्री दो पार्स ट्री की गणना कर सकता हूं दोनों पार्स ट्री के लिए अलग अलग संभावनाओं की गणना करें तो यहाँ पार्स ट्री 1 बुक दी डिनर फ्लाइट को 162 10 6 और बुक दी डिनर फ्लाइट की 228 10 7 संभावना होगी इसलिए एक बात जो मैं तुरंत देख सकता हूँ वह यह है कि पहला पार्स ट्री दूसरे की तुलना में अधिक संभावित व्याख्या है आइए हम प्रोबेबिलिस्टिक context free ग्रामर की कुछ विशेषताओं को देखें तो हमने इस फॉर्मूलेशन के साथ शुरुआत क्यों की तो हमने कहा कि context free ग्रामर का उपयोग करते हुए दिए गए वाक्य के लिए हम संभावित सभी पार्स ट्री का पता लगा सकते हैं लेकिन आप इसके लिए कोई संभावना नहीं बता सकते हैं इसलिए PCFG का उपयोग करके यदि किसी दिए गए स्ट्रिंग के लिए पार्स ट्री की संख्या बढ़ रही है तो मैं प्रत्येक पार्स ट्री के लिए संभाव्यताओं को भी असाइन कर सकता हूं ताकि मुझे कुछ संभावनाएं मिलें जो दी गई स्ट्रिंग के लिए एक पार्स ट्री दूसरे से अधिक संभावित है तो यह महत्वपूर्ण है लेकिन साथ ही हमें यह समझना चाहिए कि हालांकि PCFG का उपयोग करके मैं यह गणना कर सकता हूं कि सभी पार्स ट्री को लेने से उन सभी की संभावनाओं को लेने और उन्हें जोड़कर वाक्य की संभावना क्या है यह जानने से मुझे वाक्य की बहुत अच्छी संभावना नहीं मिल रही है यह केवल स्ट्रक्चरल फैक्टर्स को देख रहा है कुछ लैक्सिकल को अक्रेंस को नहीं इसलिए सामान्य तौर पर वाक्य की संभावना का पता लगाने के लिए आप PCFG की तुलना में भाषा मॉडल का उपयोग करना पसंद करेंगे PCFG केवल एक पार्स ट्री की संभावना को खोजने के लिए अच्छा है जो पार्स दूसरे की तुलना में अधिक संभावित है हां अगर यह कुछ मामलों में मदद करता है जैसे कि वास्तविक पाठ में आपको कुछ ग्रामर संबंधी गलतियां मिल सकती हैं तो PCFG इसकी अनुमति देगा लेकिन आपको बहुत बहुत कम संभावना देगा तो एक मामले में आप शायद यह भी पता लगा सकते हैं कि किस वाक्य में कुछ ग्रामर संबंधी गलती है यदि PCFG इसे कम संभावना दे रहा है और हाँ यह कुछ ऐसा है जो मैंने पहले कहा था व्यवहार में यह वाक्य की संभावना मॉडलिंग के लिए अच्छा नहीं है भाषा मॉडल PCFG की तुलना में बहुत बेहतर है तो यह मामला क्यों है इसलिए एक सरल उदाहरण है यदि हमारे पास एक ही वाक्य है और मेरे पास दो अलग अलग ट्री हैं एक दूसरे से छोटा है छोटे ट्री की संभावना हमेशा बड़े ट्री की संभावना से अधिक होगी क्योंकि सभी संभावनाएं एक से कम हैं और एक बड़े ट्री के लिए आप संभावनाओं को गुणा कर रहे हैं तो यहाँ से यह समझना होगा कि आप PCFG का उपयोग यह पता लगाने के लिए करेंगे कि एक वाक्य के लिए विभिन्न पार्स ट्री के लिए सभी संभावनाएं क्या हैं और सर्वश्रेष्ठ को चुनने का प्रयास कैसे करें

इसलिए अब एक बार जब हमारे पास PCFG का यह फॉर्मूलेशन हो जाता है तो इसका उपयोग करके कुछ दिलचस्प सवाल हैं जिनका हम पता लगाना चाहेंगे तो मान लें कि मुझे एक वाक्य W 1 m दिया जाता है मुझे एक ग्रामर G दिया जाता है और विभिन्न पार्स ट्री हैं उनमें से एक t है तो दिए हुए ग्रामर के अनुसार इस वाक्य के लिए सबसे अधिक संभावना किस पार्स ट्री की है तो कौन सा पार्स ट्री t है जो मुझे अधिकतम संभावनाएं देता है संभावना की अर्गमाक्स देता है जहां वाक्य और ग्रामर दिया गया है फिर वाक्य की संभावना क्या है ग्रामर द्वारा दिए गए वाक्य की संभावना और फिर अंत में हम अपने ग्रामर G की नियम संभावनाओं को कैसे सीखते हैं ये तीन दिलचस्प प्रश्न हैं जिनका जवाब हम अगले लेक्चर में देना चाहते हैं इसलिए उदाहरण के लिए मैं एक वाक्य के सबसे संभावित पार्स को कैसे खोज सकता हूं तो एक सरल समाधान है सभी संभावित ट्री का पता लगाना है और उनमें से जिसका उच्चतम संभावना है उसे लेना है लेकिन क्या ऐसा करने के लिए कोई कुशल तरीका है वाक्य की संभावना क्या है फिर से मैं अलग अलग पार्स ट्री की संभावनाओं का पता लगा सकता हूं उन्हें जोड़ सकता है इससे मुझे वाक्य की संभावना मिल सकती है लेकिन क्या मैं एक t संख्यानुसार अंकन कर सकता हूं जो सभी को जोड़ देगा या क्या कोई अन्य तरीके हैं और अंत में कुछ दिलचस्प सवाल यह है कि मैं ग्रामर G में नियम की संभावनाओं को कैसे सीखता हूं और इसका उत्तर हिडेन मार्कोव मॉडल के मामले में जैसा हमने देखा वैसा ही होगा इसलिए वे पैरामीटर चलाने के दो तरीके फिर से होंगे एक तब होगा जब मुझे कॉर्पस और कुछ लेबल पार्स ट्री दिए जाएंगे मैं उन्हें संभावनाओं को खोजने के लिए उपयोग कर सकता हूं इस सिनेरियो में जहां मुझे कॉर्पस दिया जाता है लेकिन पार्स ट्री नहीं मुझे केवल ग्रामर दिया जाता है CFG ग्रामर नियम की संभावनाएं नहीं फिर मैं पैरामीटर कैसे सीखता हूं तो यह फिर से बहुत बहुत दिलचस्प विषय होगा और वहां आप कुछ विचारों का उपयोग कर सकते हैं जहां मैंने पहले एल्गोरिथ्म के लिए दिखाया था इसलिए अगले लेक्चर में हम इनमें से कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे